नमस्कार दोस्तों पिछले वार्ता में जहां हमने रचनात्मकता के सैद्धांतिक पहलू के बारे में बात की अब इस भाग में हम वास्तव में कुछ ऐसे उपकरणों को देख रहे हैं जो आपके द्वारा रचनात्मकता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं हालाँकि इससे पहले कि हम उस क्षेत्र पर एक त्वरित दृष्टि डालें जिसे पिछले समय में हमने जो किया था उसके बारे में थोड़ा सा ताज़ा करने जा रहे हैं इसलिए हम कुछ हमारी पिछले चर्चा की प्रमुख अंकों को देखकर शुरू करेंगे और कुछ अतिरिक्त अंकों से उभरते हैं हम कुछ खेलों और कुछ गतिविधियों को देख रहे होंगे जिन्हें मैं आपके साथ साझा करूंगा और यदि आवश्यक हो हाथ बाहरी भी प्रदान किए जा सकते हैं और कुछ पुस्तकों के संदर्भों के बाद मुख्य अंकों का सारांश जो आप अनुसरण कर सकते हैं आप इसे वेब साइटों और कुछ वेब पृष्ठों पर देख सकते हैं जहां आप कुछ सामग्री का उपयोग कर सकते हैं हालाँकि जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया है मैं इस वीडियो लेक्चर के साथ कुछ सामग्री साझा कर रहा हूं जो आपको किसी भी तरह की व्यक्तिगत या समूह गतिविधि के साथ मदद कर सकता है जो आपके मन में हो इसलिए ये याद रखने वाले अंक हैं पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वह है दो तरह की सोच को रचनात्मक सोच से मूल्यांकन करने वाली सोच को अलग करना क्योंकि जब आप किसी भी तरह की विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं तो आपका ध्यान मुख्य रूप से इस बात पर होता है कि क्या करना सही है घटनाओं का तार्किक क्रम क्या है यह समझ में आता है या नहीं और इस तरह की चीज़ो पर ध्यान लेकिन जब आप उदार सोच रखते हैं तो आप इन चीजों से परेशान नहीं होते हैं आपका जरूरी ध्यान सृजन पर होता है हालांकि अतार्किक रूप से यह हास्यास्पद है जो इसे देख सकता है तो यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा मान्यताओंकल्पना पर सवाल उठाने की जरूरत है हर बार हम सीमाओं को धक्का देते हैं कुछ मौजूदा मान्यताओं को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है उदाहरण के लिए भले ही आप विज्ञान जैसे क्षेत्र को देख रहे हों जहां तर्क हावी थे पुनर्जागरण तक मौजूद दुनिया के दृश्य ने हमें बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तो जाहिर है कुछ निश्चित धारणाएं थीं जो काम कर रही थीं और जो बहुत गहरी जड़ें से जुड़ी थीं क्योंकि अगर हम चीजों को देखते हैं चीजें हमारे चारों ओर घूमती हुई प्रतीत होती हैं बल्कि नाही और जब इन धारणाओं को दूर फेंक दिया गया तब हम ब्रह्मांडज के एक सूर्य केंद्रित अवधारणा की ओर बढ़ने लगे भले ही हम विज्ञान को देख रहे हों हम ऐसी स्थिति पैदा करते हैं पैटर्न सोच पैटर्न महत्वपूर्ण हैं खोज पैटर्न महत्वपूर्ण है जो ठीक है लेकिन पैटर्न सोच एक ऐसी सोच है जो मौजूदा पैटर्न पर आधारित है और यह रचनात्मकता या रचनात्मक विचारों के लिए अयोग्य हो सकती है क्योंकि आप उन पंक्तियों के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं जो आपके द्वारा पहले ही बनाई गई हैं नई लाइनों की खोज की संभावना मौजूद नहीं हो सकती है नए दृष्टिकोण का निर्माण एक ऐसी चीज है जिसे आप प्रोत्साहित करते हैं कि चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखें बता दें कि कुछ बेहतरीन तस्वीरें ऐसी होती हैं और ये चीजो को नए तरीके से देखने लगती हैं यदि हम ब्रिटिश इतिहास के चित्रकला को देख रहे हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि चित्रकला के कुछ नए आयाम जो उभर कर आते हैं वे उस प्रकार के होते हैं उदाहरण के लिए यदि आप यूरोपीय परंपरा को देखते हैं जिसे प्रभाववाद के रूप में जाना जाता है यह दुनिया को एक नए तरीके से देखने के लिए होता है पहले चित्रों को स्टूडियो में किया जाता था प्रभाववाद ने जीवन से ही चित्रकला को देखना शुरू कर दिया इसलिए आप बाहर गए और आपने एक विशिष्ट समय पर जो देखा उसे चित्रित किया तो आप देखते हैं कि वास्तविकता को समझने की यह इच्छा उस विशेष क्षण में है एक क्षण को एक फोटोग्राफिक तरीके से कैप्चर करें लेकिन एक छाप ने एक आंदोलन को एक साथ जन्म दिया संगीत में भी उस तरह की बात होती है जहाँ आप देखते हैं कि एक विशेष प्रकार के संगीत ने एक नए तरह के संगीत को जन्म दिया है ऐसा इसलिए है क्योंकि संगीत को देखने का तरीका बदल गया है इसलिए नए दृष्टिकोण है नकारात्मक सोच अनिवार्य रूप से हमारे दिमाग को बंद कर देती है यह घबराहट प्रतिक्रियाओं को सेट करता है यह कुछ ऐसा है जो कई बार नियमित काम के लिए अच्छा होता है लेकिन रचनात्मक सोच के लिए यह एक चैनल को बंद कर देता है क्योंकि आप जल्दी में हैं या एक तरह की उड़ान या लड़ाई की प्रतिक्रिया है एक प्रवृत्ति है जो रचनात्मक चैनल बंद करती है चैनल मस्तिष्क की तरह है खुद को अलग करता है और केवल न्यूनतम गतिविधि करने पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि यह अस्तित्व की अवधारणा से जुड़ा हुआ है जब डर चिंता तनाव जैसी नकारात्मक चीजें इसके साथ जुड़ी होती हैं तो क्या होता है कि हमारी सोचने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है नकारात्मक सोच के ऐसे कारण हो सकते हैं लेकिन कभी कभी नकारात्मक सोच एक रवैया बन सकती है और जब यह एक रवैया बन जाती है आपके सामने जो समस्या है वह यह है कि आप चीजों के अंधेरे पक्ष को देखना शुरू कर देते हैं और आप उन कारणों को खोजने की कोशिश करने लगते हैं की क्यूँ कुछ नहीं कीय जाना चाहिए तो जाहिर है जिन संभावनाओं के बारे में हम आज और साथ ही पहले के व्याख्यानों में बात कर रहे हैं वे हमारे सामने दिखना बंद हो जाते हैं और फिर बेशक जोखिम उठाते हैं क्योंकि कुछ भी नया जो आप करने जा रहे हैं कोई भी अन्वेषण जो आप कर रहे हैं कोई भी नया तरीका जिसे आप लगाने या लागू करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें एक निश्चित मात्रा में जोखिम शामिल होता है यह विफल हो सकता है लेकिन तब आपको वह मौका लेना होगा और ज्यादातर मामलों में अगर यह अच्छी तरह से सोचा जाए तो यह आमतौर पर सफल होता है इसलिए यह कहते हुए कि मैंने जिस प्रकार का उल्लेख किया है मैं पहले ही वान गैंडी के किताब और कुछ उपकरण के बारे में बात कर चुका हूं जिन्हें हम कम से कम पहले उपकरण में देखने वाले हैं जो कि वान गैंडी की किताब के संदर्भ मे हैं मैं इन प्रयोगों को आंशिक रूप से करने की कोशिश कर सकता हूं आपके साथ खेलों का प्रयोग नहीं कर सकता लेकिन वास्तव में सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपने दम पर आजमाएं अब आप देखते हैं कि यदि आप पिछले सत्र में याद करते हैं तो हमने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि जब आप नए चैनल तलाशना शुरू करते हैं जब आप नई संभावनाओं की खोज करना शुरू करते हैं जब आप किसी चीज को समाधान प्राप्त किये जाने पर भी करते है यह केवल तभी है कि बहुत कुछ नया आने की संभावना है जिसे आपने नहीं देखा है हमारी सामान्य प्रवृत्ति और यह कुछ ऐसा है जो फिर से हमारे अस्तित्व की वृत्ति से जुड़ा हुआ है वह यह है कि जिस क्षण हमें कोई समाधान मिल जाता है वह वहीं रुक जाता है अन्य सभी जानवरों की तरह मनुष्यों को जिंदा रखा गया है अस्तित्व के लिए कठोर लड़ाई करते है और जब यह अस्तित्व में आता है अनुकूलन एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग बहुत ही प्रभावी रणनीति है यही कारण है कि जैसा कि बहुत संभव है तब भी महत्वपूर्ण या विश्लेषणात्मक सोच के बजाय आपके पास बहुत जल्दबाजी वाली सोच के बारे में चर्चा की जाती है उदाहरण के लिए आपके पास 200 मिलीलीटर का ग्लास है जिसमें 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक है और आपके पास 500 मिलीलीटर का गिलास है जिसमें 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक है सामान्य प्रवृत्ति बड़े ग्लास के लिए जाने की बजाय कोल्ड ड्रिंक्स का पूरा छोटा गिलास लेने की है जिसमें कोल्ड ड्रिंक की समान मात्रा होती है यह रणनीति हो सकती है यहाँ हम यह नहीं सोचते हैं कि एक न्यायिक सोच है हम एक विश्लेषणात्मक सोच के लिए नहीं जाते हैं मस्तिष्क अपने संसाधनों का अनुकूलन करता है इसलिए क्योंकि मस्तिष्क अपने संसाधनों का अनुकूलन करता है उस पल समाधान होत है जिस क्षण ऐसा लगता है कि समस्या खत्म हो गई है हम वहीं रुक जाते हैं हम अन्य समस्याओं के लिए स्विच करते हैं जो हमारे सामने हैं इस में से एक प्रवृत्ति यह है कि हमें समस्याओं के बारेमा सोचना चाहिए इस तथ्य के बावजूद कि हमें पहले से ही एक समाधान मिल गया है अब हम जिन खेलों की बात कर रहे हैं उनमें से कई अनिवार्य रूप से उसी के बारे में हैं कभी कभी यह मुश्किल हो जाता है एक बार जब आप को एक समाधान मिल गया है अन्य समाधानों के साथ आने की इच्छा खो जाती है उसकि प्रेरणा खो जाती है लेकिन जब एक ही समय में बहुत सारे संभावित समाधान उत्पन्न होते हैं जब तक कि आप उन्हें एक साथ नहीं देते हैं तब तक आप नहीं जानते कि समाधान मौजूद हैं आप अधिक संख्या के विचारों उत्पन्न करने में सक्षम रहते हैं अब उन विचारों में से कई हास्यास्पद एकमुश्त मजाकिया और बिल्कुल बेकार थे यह भी संभव है कि उनमें से एक या दो बहुत प्रासंगिक दिलचस्प और नए हैं और इसका उपयोग पूर्ण तरीके से किया जा सकता है तो अगर आप पहले वाले को देख रहे हैं जिसे सिमेंटिक अंतर्ज्ञान के रूप में जाना जाता है जिसे 1978 में स्काउडर द्वारा विकसित किया गया था और जिसे वान गंडी द्वारा संशोधित किया गया था आप देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं आइए हम एक आइसक्रीम कंपनी का उदाहरण लेते हैं जो एक नई आइसक्रीम बनाना चाहती है और इसे कूल कांगो कहते हैं आपने इसे कूल कांगो का नाम दिया है अब हम कहते हैं कि हम दो भाग करते हैं दो श्रेणियां बनाएं और हम शुरू में उन्हें जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं पहला पैकेजिंग के बारे में है और दूसरा उन लोगों के बारे में है जिनके पास यह आइसक्रीम हो सकती है पैकेजिंग के बारे में आपने कहा कि वह विचारों का एक समूह उत्पन्न करता है इसलिए पैकेजिंग के तहत आप एक शांत रंगों के बारे में सोच सकते हैं आप हमें कुछ ऐसा कहने के बारे में सोच सकते हैं जो कांगो जैसा दिखता है आप कांगो शब्द के साथ खेलने के बारे में सोच सकते हैं जो कि बोंगो या अन्य संगीत वाद्ययंत्र हो सकते हैं और आप पैकेजिंग के बरेमे बहुत अलग सोंच सकते है बहुत अलग है एक जहाज हो सकता है जिसमे कोई व्यक्ति उस स्थान पर जा रहा है या एक हवाई जहाज एक उड़ान हो सकती है जो उस दिशा में जा रही है आपने जो किया है वह यह है कि आपने अलग अलग पैकेजिंग की है पर आप उपयोगकर्ताओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं अब हम उपयोगकर्ताओं को देखते हैं तो आप उपयोगकर्ता विशेषताओं के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं आप एक ऐसे उपयोगकर्ता के बारे में सोच सकते हैं जो प्यासा है आप एक उपयोगकर्ता के बारे में सोच सकते हैं जो गर्म है आप उस उपयोगकर्ता के बारे में सोच सकते हैं जो कांगो जाना चाहते हैं आप एक उपयोगकर्ता के बारे में सोच सकते हैं जो फैशनेबल है क्योंकि युवा नए स्वादों की कोशिश करने में रुचि रखते हैं तो आपको एक गतिशील या किसी ऐसे व्यक्ति में दिलचस्पी हो सकती है जो साहसिक है अब आपके पास विचारों के दो सेट हैं और अब यदि आप लिंक करना शुरू करते हैं तो हमें गर्मी के साथ शांत रंग कहने दें तो आप एक दिलचस्प विचार के साथ आ सकते हैं या ऐसा कुछ जो कांगो की तरह दिखता है आप इसे तलाश सकते हैं इसे गतिशील युवा के साथ जोड़ सकते हैं जो लोग शराब पी रहे हैं और आप विचारों के एक नए सेट के साथ आ सकते हैं आप कांगो बोंगो चीज़ को देख सकते हैं और आप ठीक कह सकते हैं कि शायद मैं इसे प्यासे और एक और शब्द के साथ जोड़ सकता हूं जो एक तरह की जिंगल फ्रॉस्टी है तो प्यास और ठंढ और कांगो और बोंगो वे इस तरह के मैच हैं तो शायद आप एक संगीत वाद्ययंत्र के बारे में सोच सकते हैं इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो उस जगह का माहौल बनाता है हो सकता है कि एक ड्रम हो और आपने हमें आइसक्रीम पैकेज कहा हो जो ड्रम की तरह दिखता है और आप इसे अंदर रख सकते हैं और यहां वे किंवदंतियां हो सकती हैं तो आप देखते हैं कि आप निश्चित रूप से नए विचारों के साथ आने में सक्षम हैं जो अगर आप इसे लिंक नहीं कर रहे हैं यदि आपने उन्हें शुरुआत में ही अलग कर दिया था मुझे खेद है कि यदि आप अलग थलग नहीं किया हैं यदि आप उनके एक साथ होने के बारे में सोचा रहे है आप इस के साथ नहीं आए हैं क्योंकि ये असतत विचार हैं और बाद में हम इसे मुक्त संघ नि शुल्क संघ Free Association के साथ देख रहे होंगे जहां इसे चरम मे लिया जाता है और यह इसका एक माध्यम या सीमित रूप है लेकिन आप देखते हैं कि आप एक ऐसी समस्या को उठा सकते हैं जिसका आप पता लगा सकते हैं और संभवत यह आपकी समस्या का एक बहुत ही दिलचस्प समाधान है तो यह एक खेल का एक उदाहरण है जो आपके पास हो सकता है आप एक अलग तरह का गेम भी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि जितना संभव हो उतने रचनात्मक विचारों को विकसित करने में मदद करें और मूल रूप से मैं फिर से समझाऊंगा कि यह सादृश्य की तरह है अब आपके पास यहाँ क्या है आप सादृश्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको एक और समस्या है जो एक और तकनीक है जिसे मजबूर सादृश्य के रूप में जाना जाता है और मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा लेकिन यह फिर से इसका एक प्रकार है आइए हम बताते हैं कि आपकी बुनियादी समस्या की सीखने में रुचि रखने वाले अधिक छात्रों को कैसे प्राप्त करें तो आपकी मुख्य समस्या यह है कि छात्रों को सीखना चाहिए लेकिन आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि छात्रों को सीखना बहुत पसंद है जैसे हो सकता है कि कोई कुत्ता आपके साथ खेलने के लिए इच्छुक हो एक बच्चे को एक नया खेल सीखने के लिए कहें एक बूढ़े व्यक्ति से कंप्यूटर का उपयोग करने का तरीका जानने के लिए कहें और आप एक इस तरह के संभावित बिंदुओं की श्रृंखला को बना सकते हैं जो यहां पावर प्वाइंट में इंगित किया गया है अब हम कहते हैं कि क्या आप उनमें से कई को उठा सकते हैं या आप उनमें से किसी एक को भी उठा सकते हैं हमें उन्मेसे एक को लाना चाहिए जो सबसे हास्यास्पद है एक कुत्ते को आप के साथ खेलने में रुचि दिलाये हैं कैसे एक कुत्ते को आप के साथ खेलने में रुचि बनाने के लिए कोशिश करे हो सकता है कि आपको इसके लिए कुछ इनाम मिले कुत्ता और आप बाहर जा सकते हैं क्योंकि कुत्ते को खेलने के लिए दिलचस्पी नहीं हो सकती है आपके पास एक तरह का खेल हो सकता है जो कुत्ते को आपके साथ खेलने में दिलचस्पी पैदा कर सकता है आपके पास एक मार्ग हो सकता है जहां आप एक कूदने के आसपास खेल रहे हैं या आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे भगा रहे हैं आप कुछ संयम भी कुत्ते को चेन पर रख सकते हैं आप सोच इनाम के बारे में बात की है हमें बताएं कि इनाम यहाँ पर एक हड्डी है लेकिन आप अन्य चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं तो कम से कम हमे 1 2 3 4 5 मैं पांच विचारों के साथ आया हूं आप कई अन्य विचारों के साथ आ सकते हैं अब हमें अचानक जल्दी से इसे सीखने वाले छात्रों से जोड़ दें कम से कम स्पष्ट रूप से सीखने वाले छात्रों को किसी तरह से पुरस्कृत किया जा सकता है क्लास रूम के बाहर भी स्टूडेंट लर्निंग ले सकते हैं छात्रों का सीखना मज़ेदार हो सकता हैं आपके पास गेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स सीखने के लिए विशिष्ट रास्तों का पालन कर सकते हैं आप पाथवे को चिह्नित कर सकते हैं और इसे लिंक कर सकते हैं कि लर्निंग की प्रक्रिया कैसे होती है आप भी निश्चित कर सकते हैं वे क्या कर सकते हैं या नहीं पर प्रतिबंध कर सकते है ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कुछ नियम है यहाँ पूरी बात है कि आप यहाँ के बारे में बात की कि खेल और सभी जो एक विशेष तरीके से प्रतिबंधित नियंत्रित हैं तो आप पाते हैं कि सिर्फ दो अलग अलग संदर्भों के बीच एक आकस्मिक संबंध बनाने से आप किसी ऐसी चीज से संबंध बनाने में सक्षम होते हैं जो एक संदर्भ में किसी चीज के साथ होती है जो एक अलग संदर्भ में होती है एक समानांतर और एक सादृश्य का उपयोग करती है रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करने के लिए एनालॉग सादृश्य बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं और मुझे आशा है कि आप इसे भी आजमाएंगे कई अन्य तरीके हैं अब कुछ क्लासिक तरीके हैं जैसे परीक्षण और त्रुटि जहां आप बार बार चीजों को करने की कोशिश करते रहते हैं इसलिए यह हमेशा होता है लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने पहले से ही सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा की है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं किसी समय आप उस तकनीक में महारत हासिल करते हैं लेकिन उस तरह की सीखने में आमतौर पर यह होता है कि अगर आप तीरंदाजी सीख रहे हैं या आप टेनिस खेलना सीख रहे हैं या आप एक बेहतर साइकिल चालक बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके कौशल में धीरे धीरे सुधार होता है वे अचानक उन विचारों को नहीं करते हैं जो वे बाहर नहीं आते हैं तो यह अलग तरह की बात है अंत में विश्लेषण का मतलब है कि मुझे क्या चाहिए अंत में क्या है मेरे पास क्या संसाधन हैं मुझे उन्हें अच्छी तरह से एक साथ लाने दें उपमा मैंने पहले ही चर्चा की है और स्कीमायोजना वह है जहां आपके पास एक विशेष फ्रेम का काम है और आप इसका उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है कि आप उन चीजों को कैसे सीखते हैं और जो कि विवादास्पद सोच है स्कीमा इस अर्थ में निरोधात्मक हो सकती है कि यदि हमारे पास एक मौजूदा स्कीमा है जो आप अक्सर नए विचारों को सीखना चाहते हैं यह आम तौर पर अपने स्कीमा पर वापस जाएं क्योंकि मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है जो कम काम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मस्तिष्क आमतौर पर जितना संभव हो उतना आलसी होने का प्रयास करता है जैसा कि मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है तो ये कुछ अंक हैं और कुछ विधियाँ हैं अब हम कुछ अन्य तरीकों पर आएंगे सादृश्य इस तरह है कि कुछ अर्थों में एक विमान या एक पक्षी की तरह है वे दोनों उड़ते हैं उनके पास दोनों पंख हैं वे दोनों बिना उतरे लंबे समय तक यात्रा कर सकते हैं दोनों समझ सकते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं लेकिन वे समान नहीं हैं क्योकि उनके पास अलग अलग साधन हैं अलग अलग चीजों से बने हैं इसलिए जब आप दो चीजों के बीच एक सादृश्य बना रहे हैं जो बहुत अलग चीजें है अगर मैं कहता हूं कि मैं एक कलम और इंसान के बीच एक सादृश्य बनाना चाहता हूं तो यह शायद बहुत मुश्किल है लेकिन फिर कुछ समय बाद मैं कुछ बहुत दूर के रिश्ते के साथ आ सकता हूं मैं कह सकता हूं कि कलम में जीवन की एक निश्चित अवधि होती है जिसके बाद यह लिखना बंद कर देता है इंसान की भी ज़िन्दगी होती है जिसके बाद इंसान मर जाता है पेन में एक आवरण और एक इंटीरियर Interior आंतरिकहै कलम की एक बाहरी स्थिति है और कलम के अंदर कुछ है मनुष्य के शरीर के बाहर भी कुछ है और फिर अंदर कुछ है तो आप देखते हैं कि यदि आप बहुत हताश चीजों के बीच समानता बनाने के लिए जाना चाहते हैं हम ऐसा करते रहते हैं वास्तव में कविता में आप कहते हैं कि सादृश्य रूपक उपमा है और रचनात्मकता की रीढ़ है आप बहुत ही चौंकाने वाले रिश्ते बनाते हैं बहुत शक्तिशाली उपमाओं का निर्माण करते है और फिर आपको लगता है कि वाह यह बहुत सुंदर है क्योंकि आप एक ऐसा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे किसी और ने नहीं सोचा था जैसे कि कवि आकाश को एक बड़ा कंबल समझता है जिसे कीट ने खाया है और इस कीट के खाया हुआ छेद के माध्यम से आप सितारों को देख सकते हैं अब यह एक सादृश्य है और यह रूपक के रूप में बहुत सुंदर है वास्तव में एक कवि ने हुलमे ने अपनी बहुत ही छोटी कविताओं में से एक में किया था एनालॉगसादृश्य बहुत बहुत शक्तिशाली हैं एनालॉग का उपयोग बहुत रचनात्मक रूप से किया जा सकता है आपके पास जैविक एनालॉग हो सकते हैं आपके पास यांत्रिक समस्याओं को हल करने के लिए एनालॉग हो सकते हैं जो वास्तव में है अगर आप दा विंची के कृतियों को देख रहे हैं जाहिर है उसने भी उड़ने वाली मशीन को देखा जो पक्षी है उड़ान मशीनों के अपने विचारों को विकसित करने के लिए वास्तव में यदि आप कम से कम शुरुआती चरण में उड़ान मशीन और हवाई जहाज के पूरे विकास को देख रहे हैं तो विकास में पक्षियों को देखकर विकास शुरू हुआ इसलिए एक जैविक रूपक से आप यांत्रिक रूपक विकसित करना शुरू करते हैं ज्यादातर चीजें उस तरह की चीज पर केंद्रित होती हैं इसलिए यहां कुछ तकनीकें हैं जो मैंने आपके साथ साझा की हैं और यह उन स्लाइड्स में उपलब्ध है जिन्हें मैं साझा कर रहा हूं आइए हम इसके विवरण पर न जाएं मैं सिर्फ इस तरीके से अवगत करा रहा हूं कि आप इसका पता लगा सकते हैं यहाँ एक और है जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो विशेषता लिस्टिंग है एक मौजूदा सिस्टम या उत्पाद लें इसे छोटे भागों या सबसेट में तोड़ दें इन भागों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को पहचानें क्या उन्हें सिस्टम के नए उत्पाद बनाने के लिए पुनर्संयोजित किया जा सकता है इसलिए आप एक सेट की पहचान कर सकते हैं कि एक उत्पाद को एक इच्छा जोड़ सकते हैं ताकि एक पेन के लिए इच्छाओं में सुधार हो सके सामग्री के कितने प्रकार हैं जिनसे बनाया जा सकता है इसके विभिन्न आकार क्या हो सकते हैं अलग अलग लक्ष्य क्या हो सकते हैं इसके विभिन्न रंग क्या हो सकते हैं और बनावट क्या है फिर से आप विभिन्न घटकों को अलग कर रहे हैं और यदि आप एक सूची बना रहे हैं तो आप बहुत दिलचस्प विचारों के साथ आ सकते हैं उदाहरण के लिए जिस क्षण आप आकृति के बारे में बात करते हैं आप सभी प्रकार की बाहरी आकृतियों के साथ आते हैं और आप पा सकते हैं कि बच्चों को मिकी माउस और टॉम और जेरी की तरह दिखने वाले पेन से बच्चों के आनंद का स्वाद ले सकते हैं तो तुम कर सकते हो वास्तव में आपके पास बाजार में ऐसे पेन हैं तो आकार एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी कल्पना को रास्ता देती है यदि आप एक ही तरह से रंगों के दिलचस्प विचारों के साथ आ रहे हैं जिस पल मैंने फ्लोरोसेंट रंग एक चमक के बरमे बात की है आप दिलचस्प विचारों या पारभासी पारदर्शी आकाश रंग के साथ आते हैं या आप देखते हैं कि आप कपड़े के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं फिर हम कपड़े को रंग देते हैं और पेन के बनावट को रंग देते हैं और सभी प्रकार की नई चीजे उभरती है को रंग साथ भी सामग्री जिसे आप विभिन्न प्रकार की सामग्री की श्रृंखला का उपयोग कर रहे हैं आप नवाचारों के साथ आ सकते हैं जहां नई प्रकार की सामग्री जैसे बायोडिग्रेडेबल सामग्री कहते हैं जो सामग्री जब आप वो कलम फेंक देते है तब कुछ दिन बाद वह कलम घुलजाता है तो आप को इसकी रीसाइक्लिंग की समस्या नहीं है इसे आप हरी कलम कह सकते हैं आप बहुत दिलचस्प विचारों की संख्या के साथ आ सकते हैं जिसेसा पेन को बाजार में बेच सकते हैं बुद्धिशीलता कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा क्योंकि यह कुछ इस तरह की तकनीक है जिसे मैं केवल उन स्लाइड्स में बताऊंगा जिन विवरणों को मैंने दिया है जब हम बुद्धिशीलता के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वास्तव में क्या बात कर रहे हैं यदि आप शुरुआत में सही याद करते हैं तो हमने कहा कि आपको रचनात्मक सोच से विश्लेषणात्मक सोच को अलग करने की आवश्यकता है बुद्धिशीलता के संदर्भ में आप अनिवार्य रूप से विवादास्पद अतार्किक तर्कहीन अनुचित विचार कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं जिसे मुक्त संघ कहा जाता है आप सूर्य के नीचे किसी भी विचार के साथ आ रहे हैं जो किसी शब्द या किसी भी तरह के संबंध में आपके दिमाग में आता है अब जो नए शब्द पेश किए गए हैं उन्हें मस्तिष्क लेखन के रूप में जाना जाता है जब आप देखते हैं कि बुद्धिशीलता एक मुखर गतिविधिवोकल Activity है एक वर्ग या समूह के लोगों में कुछ लोग बहुत शर्मीले हो सकते हैं और यह शर्मीले लोग अपने विचारों के साथ नहीं आएंगे वे बहुत दिलचस्प बहुत ही रोमांचक विचार हो सकते हैं तो मस्तिष्क लेखन वह जगह है जहां गुमनाम रूप से आप विचारों की एक श्रृंखला लिखते हैं और इसे एक बॉक्स में छोड़ देते हैं एक बार पूल बॉक्स खोलने के बाद जहा कोई नाम नहीं हैं कोई नहीं जानता कि विचार किससे आते हैं यह शर्मीला व्यक्ति भी खुद को व्यक्त करता है और अंत में आप इस विचारों पर चर्चा शुरू करते हैं अब मंथन यह विचार मंथन का एक हिस्सा है और फिर स्पष्ट रूप से विचार मंथन पूरा होने के बाद आप चीजों को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं और पहचानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है और आप विश्लेषणात्मक सोच के लिए जाते हैं ताकि आप इसके अंत में एक प्रयोग करने योग्य प्रकार की सामग्री के साथ अभिसरण कर सकें और आगे बढ़ सकें अपने विश्वास तर्कसंगतता का निलंबन सस्पेंशन Suspension और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे करने के लिए आप इस स्लाइड को देख सकते हैं फिर से मुक्त संघ एक ऐसी चीज है जहाँ एक विशेष शब्द के संबंध में जैसा कि मैंने आपको पहले कार्य के दौरान बताया था जो हमने एक साथ किया था कोई भी विचार जो आपके दिमाग में आता है आप बस उसी की एक सूची बना रहे हैं इसलिए मेरे पास एक विचार है कि कैसे एक वर्ग को और अधिक रोचक बनाया जाए तब मैं इन शब्दों को मूल घटक वर्ग में अलग करता हूं मैं इसे और अधिक रोचक बना देता हूं इसलिए मेरे पास तीन शब्द हैं और जब मैं मुक्त संघ की शुरुआत करता हूं जो किसी भी वर्ग की श्रेणी में आता है कोई भी शब्द जो मेरे दिमाग में आता है जब मैं कक्षा के बारे में बात करता हूं तो मैं कक्षा कह सकता हूं मैं श्रेणी कह सकता हूं वर्ग मैं कांच कह सकता हूं क्योंकि यह उस के करीब लगता है कक्षा मैं कह सकता हूँ उत्तम दर्जे का कक्षा मैं छात्रों को कह सकता हूँ मैं कई शब्दों के साथ आ सकता हूँ मैंने इसे अलग किया और मैं इसके बारे में बात करता हूं अधिक या मैं कम कह सकता हूं मैं महान प्रलोभन के बारे में बात करता हूं मैं किसी भी विचारों की सूची के बारे में बात कर सकता हूं दिलचस्प है कि मैं कई अन्य विचारों के साथ आ सकता हूं अब मूल रूप से यहाँ क्या हो रहा है कि ये विचार अलगाव में उत्पन्न होते हैं और फिर आप लिंक करनाजोड़ना शुरू करते हैं आप संबंध बनाने की कोशिश करते हैं आप देखते हैं कि उत्तम दर्जे का हो सकता है कि कक्षा के साथ कुछ समय पर कुछ कर सके कक्षा में छात्रों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं आप देखते हैं कि आप अगले नए रिश्तों के साथ आते हैं ऐसे लिंकेज की नई संभावनाएँ जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और कक्षा में छात्रों की संख्या कम हो सकती है कक्षाएं बढ़िया हो सकती हैं कक्षाएं एक अधिक प्रलोभन है कक्षाओं को राहत देने के लिए एक प्रलोभन हो सकता है तो इस तरह से आप विचारों को जोड़ना शुरू कर सकते हैं और फिर कुछ के साथ आ सकते हैं यदि कोई पांच अलग अलग समाधान हो सकता है जो आपके पास है और उनमें से कुछ मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं लेकिन एक या दो वास्तव में काम कर सकते हैं और आप आगे बाड़ रहे हैं आप नए विचार पैदा कर रहे हैं क्योंकि आप मुख्य मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं वह मार्ग जो आपके मनमे है इस स्कीमा आपके मूल अभिविन्यास आपके तर्क और इस कई दिनों में आपके सीखने ने आपको सिखाया है ये आपको कुछ खास बातें सिखाते हैं तो जिस क्षण आप इसे हल करने की कोशिश करेंगे ये बातें आपके दिमाग में आएंगी यह एक कक्षा है मैं कक्षाएं लेता हूं कक्षाओं में यह वही होता है जो सामान्य होता है तो आप अपने अनुभव के साथ सोचना शुरू करते हैं कि आपने क्या सीखा है तो आप एक लीक से हट कर काम कर रहे हैं आप इस विशेष पथ को जानते हैं लेकिन यदि आप साइड पथ लेते हैं जो कि खोजे नहीं गए हैं जहां लिंक नहीं बने हैं आप पा सकते हैं कि बहुत दिलचस्प अन्वेषन किए जाने है और खोज किए जाने है इसलिए मुक्त संघ मैने कहा कि विस्तृत किया जा सकता है आखिरी चीज जो मैं आपके साथ कर रहा हूं वह जल्दी से एक और तरह की सोच पर स्पर्श करता है जो बहुत लोकप्रिय और सफल है पिछले सत्र में जब मैंने आपसे सिद्धांतों के संदर्भ में रचनात्मकता के बारे में बात की थी मैंने बताया कि सोच के बारे में कई सिद्धांत हैं और आप देखते हैं कि डी बोनो की उनके कुछ विचारों के लिए आलोचना की गई है कि वे हमें अकादमिक सोच के संदर्भ में कितने उपयोगी हैं लेकिन डी बोनो के रचनात्मक सोच के संदर्भ में इसलिए आमतौर पर विचार बहुत सफल रहे हैं दोनों का उपयोग उद्योग में किया गया है और अकादमिक के संदर्भ में एक निश्चित विस्तार के लिए खोज की गई है सॉफ्ट स्किल्स के दृष्टिकोण और संदर्भ से मुझे लगता है कि यह भी हालांकि थोड़ा विस्तृत है ऐसा कुछ हो सकता है जो बहुत सार्थक हो सकता है और मुझे यकीन है कि कई वेबसाइटें होंगी जहां ये तकनीक विस्तृत हैं और मुझे उम्मीद है कि वे आपको इन तकनीकों की प्रासंगिकता के बारे में बताएंगे सिक्स थिंकिंग हैट्स छह अलग अलग तरह की सोच के बारे में है जो वास्तव में तब होती है जब हम एक साथ या क्रमानुसार सोच रहे होते हैं लेकिन जो यहां अलग थलग पड़ जाती हैं अगर मैं किसी समस्या के बारे में सोच रहा हूँ तो सभी सोच हो सकते हैं विभिन्न प्रकार की सोच एक साथ आती हैं मैं कहता हूं कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा फिर तुरंत मैं कहता हूं कि नहीं यह एक हास्यास्पद विचार है मुझे इसके बारे में सोचने मत दीजिए अब यह क्या हो रहा है कि यह विशेष हास्यास्पद तरह की सोच है जो किसी समय सफल हो सकती थी जब टीके यूरोप में पहली बार लगाए गए थे आप पाते हैं कि कई लोगों ने यह हास्यास्पद पाया कि रोगग्रस्त जीव को स्वस्थ शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा है यह बेतुका लग रहा था यह हास्यास्पद और अपमानजनक लगता है लेकिन आप देखते हैं कि यह तथ्य यह है कि यह प्रथम अन्वेषन था आविष्कारक ने जारी रखा कि किस तरह से टीकाकरण के क्षेत्र में कुल क्रांति को जन्म दिया इसलिए आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की सोच के अपने अलग अलग स्थान हैं और छह सोच वाले टोपी आपको इन अलग अलग स्थानों में स्वतंत्र रूप से बिना किसी दर से सोचने के लिए अनुमति देते हैं कि अन्य प्रकार के सोच का जड़ना सके आइए हम कहते हैं कि जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं या आप किसी समस्या के साथ आते हैं तो शुरू करने के लिए आप सभी तथ्यों आंकड़ों सूचना की जरूरतों और अंतराल को कवर करके शुरू करते हैं सभी तर्कों को छोड़ देते है जो आप नहीं देख रहे हैं कि क्या होगा जो अच्छा होगा उस तरह का कुछ भी जो बुरा है आप सिर्फ तथ्यों को देख रहे हैं क्लास में दिलचस्पी नहीं है आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं ग्लास दिलचस्प क्यों नहीं है इसे और अधिक रोचक कैसे बनाया जाए क्या मुझे छात्रों से प्रतिक्रिया के लिए जाना चाहिए नहीं आप इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं इस वर्ग के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो दिलचस्प नहीं हैं किसी भी तरह के तथ्यों तथ्यों और केवल तथ्यों पर विचार किए बिना इसकी एक सूची बनाये यह वह जगह है जहाँ आप फिर से तर्कसंगत रूप से नहीं सोच रहे हैं आप एक साहसी भावना अपने आवेग किसी भी अपमानजनक आवेगी तरह की बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग में आती है जो एक तरह की स्वतंत्र सोच है इस सब के बारे में जब आप प्रोत्साहित निर्णय सावधानी तार्किक करते है अब यह वह जगह है जहाँ आप ठीक कहते हैं कि समस्या यह है कि किसी को बहुत सावधान रहना होगा कक्षाएँ बहुत संवेदनशील स्थान हैं छात्रों के मन बहुत संवेदनशील होते हैं उनमें हेरफेर किया जा सकता है वे अपमानित महसूस कर सकते हैं उनके साथ अन्याय हो सकता है तो हमे बहुत सावधान रहना होगा तो आप उन गुणों की एक सूची बनाते हैं लेकिन आप इसे अलग से रख रहे हैं तार्किक और सकारात्मक अब आप किसी तरह का काम कर रहे हैं ठीक है यह काम करेगा भले ही यह काम न करे यह अभी भी तार्किक है इसलिए उम्मीद है कि यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करेगा जो आप थोड़ी तार्किक सोच के साथ कर रहे हैं आप रचनात्मक विकल्प संभावनाएँ संभावनाओं की विस्तृत श्रृंखला विकल्प परिवर्तन उकसावे आलोचनात्मक बहस जो कुछ भी कर रहे हैं आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन अनिवार्य रूप से रचनात्मक वही है जो आप यहां पर उभार कर रहे हैं और फिर यह अंतिम प्रकार की सोच है जहां अन्य पांच प्रकार की सोच को एक साथ लाया जाता है और किसी भी समय आप अलग थलग होते या कह रहे हैं कि इस व्यक्ति केवल विचारों को विभिन्न विचारों को विभिन्न प्रकार की विचार प्रक्रियाओं को जो शामिल हैं को देख रहे है ना की इस विचार को करने वाले विचारकों को इस विशेष तरीके से मैं कैसे समझा जा सकता है विचार उन विचारों को देखना है ना की उन लोगों को देखना है जिन्होंने प्रक्रियाओं को उत्त्पन किया है समस्याओं से लोगों को भ्रमित करने के लिए विचारों को उत्पन्न किया है इस तरह टुकड़ी की एक निश्चित डिग्री कुछ ऐसा है जिसे आप विकसित करने में सक्षम हैं और आप समस्या को अधिक रोचक अधिक सार्थक तरीके से हल करने में सक्षम हो सकते हैं इसलिए यहाँ कुछ संदर्भ मैं स्लाइड्स में कुछ और साझा करूँगा और मुझे लग रहा है कि यह कुछ ऊपर है हमने अब तक जो कुछ किया है हमने रचनात्मकता की मूल अवधारणा को देखा है हमने रचनात्मकता के सिद्धांतों को देखा है हमने कुछ बुनियादी काम जो क्या करे और क्या ना करे पर भी ध्यान दिया है और हमने स्वयं कुछ टूल्स आजमाए हैं हम अब पांच या छह उपकरणों के बारे में जानते हैं और यदि आप गुग्लिंग शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि सैकड़ों उपकरण अंतर उपकरण उपलब्ध हैं अब यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि कौन सा उपकरण आपको फिट करता है आप किस उपकरण के साथ सहज हैं यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि आप कौन से उपकरण का उपयोग व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं और किन उपकरणों का उपयोग आप समूहों में कर सकते हैं और फिर उन्हें आज़मा सकते हैं मुझे उम्मीद है कि यह कई संदर्भों में बहुत सार्थक होगा जहां आप अन्य लोगों के साथ व्यवहार करेंगे आपको जल्द से जल्द नए विचारों के साथ आना होगा और मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ चीजें जो आप ऊपर नहीं जानते थे तो आपकी मदद सार्थक से करेंगे यदि आप उनके बारे में जानते थे तो कम से कम यह आपके धारणा को पुष्ट करता है कि ये उपकरण काम करते हैं आपका बहुत धन्यवाद